आइए अब बैटरी चार्जर सर्किट पर चर्चा करते हैं जहां MPPT को चार्जर सिनेरियो में इनबिल्ट किया जाता है तो आइए हम इस PV मॉड्यूल या PV अरे पर विचार करें और यह PV अरे DC DC कनवर्टर से जुड़ा है और DC DC कनवर्टर का आउटपुट एक बैटरी से जुड़ा है जिसे चार्ज करने की आवश्यकता है तो आप कहेंगे यह DC DC कनवर्टर है इसमें एक कंट्रोल इनपुट D ड्यूटी साइकिल इनपुट है DC DC कनवर्टर आउटपुट के टर्मिनलों के एक्रॉस वोल्टेज एक बैटरी से जुड़ा होता है और इसलिए DC DC कनवर्टर का आउटपुट वोल्टेज बैटरी द्वारा फिक्स किया जाता है क्योंकि बैटरीया सोर्सड होती हैं बैटरी के एक्रॉस आपके पास इस तरह से जुड़ा हुआ लोड हो सकता है तो आपके पास इस तरह से जुड़ा हुआ लोड है अब हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं टर्मिनल वोल्टेज vB है और यह वोल्टेज डिफाइंड है फिर वर्तमान चार्ज करंट क्या होगा तो हम कहते हैं कि हम पैनल से पीक पावर को बैटरी में डालना चाहते हैं अब हम कहते हैं कि Pm पीक पावर है Pm vB आपको iB देगा पीक पावर जो DC DC कनवर्टर से बाहर जा रही है इसलिए iB को ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि vB फिक्सड है और इसलिए ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके पावर को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि vB फिक्सड है तो यह वह स्ट्रेटजी है जिसे हम अपनाना चाहते हैं इस कंट्रोल को सेंस करें इस करंट i0 को सेंस करें जोकि DC DC कनवर्टर के टर्मिनलों से बाहर बह रहा है और उसे फीडबैक के रूप में उपयोग करें आप PV करंट iPV और PV का टर्मिनल वोल्टेज भी प्रदान करते हैं vT जिसका उपयोग पावर को सेंस करने के लिए किया जाएगा जोकि PV मॉड्यूल से ली जा रही है अब कंट्रोल एल्गोरिथ्म क्या है जिसे आपको यहां डालने की आवश्यकता है आइए हम इस बाउंड्री को यहां माने DC DC कनवर्टर के टर्मिनलों जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है अब आम तौर पर यदि आप इस टर्मिनलों पर विचार करते हैं और बैटरी यहां से जुड़ी हुई है तो यह सभी पोर्शन PV सोर्स DC DC कनवर्टर को एक कंट्रोल्ड सोर्स माना जा सकता है अब हम कहते हैं कि यदि यह इस तरह से प्लस और माइनस एक कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है यदि आपके पास एक कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है तो आप दो वोल्टेज सोर्सेज को पैरलल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई इंपेडेंस नहीं है और विशाल सर्कुलेटिंग करंट हो सकता है जो कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स में कुछ उड़ा सकता है इसलिए जब भी आपके पास एक कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है तो आपको एक सीरीज इंपेडेंस की आवश्यकता होती है जो करंट को सीमित करेगा इसलिए यदि आपके पास कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हैं एक सीरीज इंपेडेंस है तो यह एक संभावना है लेकिन आप वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बैटरी वोल्टेज फिक्सड है आप सीधे करंट को कंट्रोल कर सकते हैं वास्तव में सीरीज इंपेडेंस के साथ कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और यदि इंपेडेंस इंडक्टिव है नॉन डिसीपैटिव है वह स्वयं एक कंट्रोल करंट सोर्स बनाएगा तो यह भी किया जा सकता है के इस बाउंड्री के एक्रॉस जहां आपके पास बैटरी है आपके पास एक कंट्रोल्ड सोर्स है और उस कंट्रोल्ड सोर्स को आप एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स बनाते हैं इसमें इनबिल्ट इंपेडेंस है इसके भीतर जरूरी इंपेडेंस इनबिल्ट है ताकि वहां हमेशा एक करंट लिमिट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पैरलल में जुड़े रह सकें इसलिए हम इस मॉडल का पालन करेंगे और यही हम इस कंट्रोल एल्गोरिदम में पेश करेंगे जो एक करंट कंट्रोलर है साथ ही करंट कंट्रोलर रेफरेंस उन कंस्ट्रेंस से प्राप्त किया जाएगा जिससे हम PV से अधिकतम पावर लेना चाहते हैं इसी के साथ MPPT मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा और हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे और हम DC DC उपयुक्त DC DC कनवर्टर का चयन कर सकते हैं यह बक बूस्ट या बक बूस्ट कनवर्टर हो सकता है कंट्रोल लॉजिक इसी तरह समान रहेगा मुझे एक बक कनवर्टर आधारित करंट कंट्रोल्ड बैटरी चार्ज के लिए इसकेमैटिक ड्रा और चर्चा करने दें अब मूल रूप से इसका मतलब है कि PV मॉड्यूल या PV अरे को एक बक कनवर्टर के साथ इंटरफेस्ड किया है जो बैटरी चार्ज करेगा तो हम सर्किट इसकेमैटिक ड्रा करते हैं इसलिए आपके पास PV मॉड्यूल PV पैनल टर्मिनलों पर बफर कैपेसिटर CT से जुड़े है और यह एक बक कनवर्टर द्वारा फॉलो किया जाता है तो मेरे पास BJT स्विच है अब इस BJT स्विच को MOSFET स्विच या IGBT स्विच या सेमीकंडक्टर स्विच के साथ बदल दिया जा सकता है इसके बाद डायोड और मेरे पास एक इंडक्टर है और इंडिकेटर को फॉलो करते हुए मैं एक कैपेसिटर रखने वाला नहीं हूं कैपेसिटर के जगह मैं इस फैशन में एक बैटरी कनेक्ट करूंगा और बैटरी के एक्रॉस आपके पास लोड R0 इस तरह हो सकता है इसलिए क्योंकि यहां बैटरी DC DC कनवर्टर के आउटपुट टर्मिनलों में पोटेंशियल को फिक्स करती है करंट रो R0 को बाकी के सर्किट ऑपरेशन से अलग कर दिया जाता है तो R0 के माध्यम से करंट i0 R0 V बैटरी है अब यहाँ आपके पास बैटरी वोल्टेज vB है हम उसे vB कहेंगे इंडक्टर के माध्यम से जो करंट यहाँ दिखाया गया है यह बैटरी iB के माध्यम से करंट होगा और यह करंट i0 होगा जोकि एक्सटर्नल लोड के द्वारा फ्लो कर रहा है अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यह करंट है करंट जो की बैटरी लोड कंबाइन में जा रहा है ऐसा होना चाहिए जो PV अरे या PV मॉड्यूल से मैक्सिमम पावर ड्रॉ करें तो आइए हम कंट्रोल स्कीम बनाएं मेरे पास यहां एक कंपैरेटिव प्लस माइनस है इसलिए यह रेफरेंस सिग्नल के साथ फीडबैक सिग्नल की तुलना करता है मैं फीडबैक सिग्नल को iL कहूंगा इसलिए मैं जो फीडबैक देने जा रहा हूं वह करंट है हमारी चर्चा को याद करें टर्मिनल के एक्रॉस वोल्टेज सोर्स जुड़े होने के कारण वोल्टेज vB कांस्टेंट है यह पर्याप्त है की सिर्फ करंट का फीडबैक दिया जाए और उसका इस्तेमाल करें पावर को कंट्रोल करने के लिए और यहां आपके पास iL रेफरेंस होगा इसके लिए रेफरेंस अब यह इरर कंपैरेटर से गुजरती है इसलिए मैं इसे माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा प्लस टर्मिनल से मैंने ग्राउंड 0 कनेक्ट किया है बेशक यहां कंपैरेटर्स के लिए पावर सप्लाई हैं कंपैरेटर का आउटपुट एक SR लैच में जाता है इसलिए मैं कंपैरेटर के आउटपुट को R SR लैच की रीसेट पिन से जोड़ने जा रहा हूं वहां एक सेट पिन भी है और एक Q है SR लैच का आउटपुट SR लैच के पिन का आउटपुट इस तरह से गेट ड्राइव सर्किट या बेस ड्राइव सर्किट से जुड़ने जा रहा है इसलिए SR लैच का आउटपुट Q बेस ड्राइव सर्किट से जुड़ा हुआ है जो इसे ऑन या ऑफ करेगा तो यह कैसे काम करता है और इससे पहले हमें सेट पिन से भी कुछ कनेक्ट करना होगा तो मुझे क्लॉक ब्लॉक लेने दीजिए इसलिए क्लॉक आउटपुट SR लैच के सेट पिन से जुड़ा है यह क्लॉक कैसी दिखती है तो मेरे पास समय है इसलिए मैं इस टिक्स को मार्क करूंगा प्रत्येक स्टिक्स स्पेस टाइम पीरियड TS में यह स्विच है ठीक है तो क्लॉक इस फैशन में है प्रत्येक स्विचिंग टाइम पीरियड की शुरुआत में आपके पास एक बहुत ही नैरो बहुत छोटा ड्यूटी साइकिल पल्स उसी पीरियड में इस तरह आ रहा है इस क्लॉक द्वारा परिभाषित पीरियड से तो जिस क्षण यह छोटा ड्यूटी साइकिल पल्स सेट पिन पर आता है यह आता है और राइजिंग एज पर लैच के आउटपुट को सेट करता है तो आपके पास राइजिंग एज है इसलिए राइजिंग एज पर हम देखेंगे कि Q सेट हो जाता है और पीरियड के हर शुरुआत में Q सेट होता है और फिर ट्रांजिस्टर पर स्विच होता है अब हम विभिन्न वेवफॉर्म्स को देखते हैं यह समझने के लिए कि यह कैसे ऑपरेट होता है इसलिए मैं विभिन्न एक्सेस मूल रूप से टाइम एक्सेस को ड्रॉ करूंगा और मैं इसे दो भागों में विभाजित करूंगा यह पहला साइकिल TS है और बाद का साइकिल है तो साइकिल की शुरुआत में आपके पास एक स्मॉल ड्यूटी साइकिल पल्स है और वह यह क्लॉक पल्स है और यह हर पीरियड की शुरुआत में होता है अब जिस समय यह क्लॉक पल्स दी गई है यह इस SR लैच को सेट करता है Q हाई है जिस पल Q हाई है BJT के लिए बेस ड्राइव या MOSFET के लिए गेट ड्राइव है और यह ऑन है और vT जुड़ जाता है और इंडक्टर चार्ज हो रहा होता है इंडक्टर करंट बढ़ रहा है अब मैं यहाँ कुछ रेफरेंस सेट करता हूँ फिलहाल कुछ क्षण के लिए रेफरेंस सेट करें जो लगातार ठीक हो क्लॉक फिर मैं एक रेफरेंस सेट करूंगा जोकि कांस्टेंट iL रेफरेंस है तो Q हाई है यह इस पावर सेमीकंडक्टर स्विच को बेस ड्राइव या गेट ड्राइव प्रदान कर रहा है और इसी वजह से इंडक्टर करंट इंटीग्रेट कर रहा है और इसमें एक पॉजिटिव स्लोप है और यह पॉजिटिव स्लोप vin vB v बैटरी L द्वारा डिवाइड किया गया है इसलिए यह इस तरह से बढ़ता रहता है iLref अधिक है iL से यह iLref है जो iL से अधिक है इसलिए जब iLref iL से अधिक होता है तो आउटपुट इस अलजेब्रिक समर में पॉजिटिव होगा लेकिन यह कंपैरेटर के नेगेटिव negative से जुड़ा होता है और आउटपुट output लो होगा रीसेट पिन reset pin लो होगी Q में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए यह उस पॉइंट तक बढ़ता रहता है जब तक यह iL तक पहुंच जाता है और iLref से पार हो जाता है इसलिए अलजेब्रिक समर का आउटपुट नेगेटिव बन जाता है और यह पॉजिटिव बन जाता है रीसेट पॉजिटिव बन जाता है और इसलिए Q रीसेट हो जाएगा और लो हो जाएगा जिस पल Q लो होता है इस पावर सेमीकंडक्टर स्विच के लिए कोई ड्राइव नहीं होती है यह बंद हो जाएगा और इंडक्टर फ्रीव्हीलिंग करना शुरू कर देगा और गिरने वाला करंट गिरने लगेगा इसलिए यदि आप ऑपरेशन के इस हिस्से को लेते हैं तो आप देखेंगे कि यदि आप फ्लिप फ्लॉप के Q आउटपुट को देखते हैं तो यह इस पॉइंट तक अधिक होता और फिर यह रीसेट हो जाता है तो इस अवधि के दौरान जब यह लो होता है इंडक्टर फ्रीव्हीलिंग होता है आप बैक कन्वर्टर ऑपरेशन को जानते हैं यह फ़्रीव्हीलिंग है यह जीरो से जुड़ा है क्योंकि यह इस तरह से फ़्रीव्हीलिंग है और जो इंडक्टर से जुड़ा है -v0L या -v0 है इस मामले में vB है vBL और फिर नए साइकिल पर फिर से क्लॉक आ रही है यह SR लैच को ट्रिगर करेगा Q हाई हो जाता है और साइकिल दोहराता है तो आपके पास इंडक्टर करंट बढ़ेगा और तब उस पॉइंट पर जब iL iLref पर पहुंचता है स्लोप में परिवर्तन होता है तो यह इस तरह से होता रहता है तो निरीक्षण करें कि जो भी करंट वैल्यू आप iLref सेट कर रहे हैं iLref इंडक्टर करंट और करंट जो कि यह बैटरी लोड कंबाइन में जाने वाला है कभी भी iLref से अधिक नहीं हो तो यह हमेशा iLref के नीचे होता है और इस तरह से कंट्रोल हो जाता है और इसे करंट कंट्रोल कहा जाता है यह ऐसा है जैसे कि हर साइकिल में करंट की जांच होती है और जिस क्षण एक साइकिल के भीतर ज्यादा करंट होता है उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है और फिर अगले साइकिल में पावर सेमीकंडक्टर स्विच स्विच ऑन किया जाता है तब तक यह कुछ पॉइंट पर ऑन रहता है जब करंट रेफरेंस करंट से अधिक होता है और फिर से बंद हो जाता है तो ऐसा यह करता रहता है और साइकिल दर साइकिल करंट को लिमिट करता है और इसलिए यह बहुत ही सुरक्षित और तेज़ तरीका है करंट कंट्रोल मेकैनिज्म के माध्यम से बैटरी चार्ज करने का हालाँकि कुछ मुद्दे हैं जिन पर अब चर्चा की जाएगी इंडक्टर करंट पर विचार करें मैं टाइम बनाम इंडक्टर करंट को ड्रॉ कर दूंगा और मार्किंगस को इस तरह से रखूंगा कि ड्यूटी साइकिल 05 से कम हो मैं कुछ साइकिल दिखाना चाहता हूं अब हम कहते हैं कि यह एक साइकिल दूसरा साइकिल तीसरा साइकिल चौथा साइकिल है अब ये ड्यूटी साइकिल गैप्स हैं तो पहले साइकिल में ड्यूटी साइकिल 05 से कम दूसरा साइकिल वही ड्यूटी साइकिल 05 से कम तीसरा साइकिल भी इसी तरह तो मुझे इंडक्टर रिपल की अपर और बॉटम की डेप्थ को मार्क करने दें तो मैं इसे इस तरह मार्क करता हूं और इंडक्टर करंट इस रिपल के भीतर रहेगा तो इस ड्यूटी साइकिल के समय के दौरान vT इंडक्टर करंट इस तरह से बढ़ने वाला है और 1 DT के समय के दौरान यह गिरने जा रहा है बढ़ना गिरना बढ़ना गिरना इसी तरह से अब यह इंडक्टर करंट की नॉर्मल एक्सपेक्टेड स्थिर स्टेट वैल्यू होगी अब देखते हैं कि यदि वहां डिस्टरबेंस है तो क्या होता है अब मैं यहां डिस्टरबेंस को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं बस ऑफसेट करूंगा किसी भी कारण से डिस्टरबेंस हो सकती थी अब कहते हैं यदि यह डिस्टरबेंस होती है तो इंडक्टर करंट यहां से शुरू होगा यह एक इंटीग्रेटर है यह यहां से उसी स्लोप vin माइनस vB L के साथ शुरू होगा इसलिए यह इस लाइन के पैरलल जाता है तो मुझे इसे उस रेखा के पैरलल ड्रॉ करना है और फिर इसे इस टॉप लिमिट हिट करने के बाद यह -vB बाई L के डाउन स्लोप के पैरलल जाएगा फिर अप स्लोप डाउन स्लोप इसी तरह से आप देखते हैं कि यह इस फैशन में प्रोग्रेस करता है और इससे जो प्राप्त होता है वह यह है कि जो भी डिस्टरबेंस है वह डिस्टरबेंस फाइनली जीरो हो जाती है और फिर डिस्टरबेंस हट जाती है और एक नॉर्मल इंडक्टेंस स्टेडी स्टेट वैल्यू करंट फ्लो होता है अब एक और केस t वर्सेस iL का उदाहरण लेते हैं अब मैं ड्यूटी साइकिल को 05 से आगे बढ़ाने जा रहा हूं उसी टाइम पीरियड में ड्यूटी साइकिल अधिक है उसी टाइम पीरियड में ड्यूटी साइकिल अधिक है और इसी तरह तो जब ड्यूटी साइकिल 05 duty cycle 05 से अधिक है तो क्या होता है मुझे फिर से इंडक्टर रिपल के टॉप और बॉटम को मार्क करना है मैं इसे वही रखूंगा और स्टेडी स्टेट नॉरमल एक्सपेक्टेड वैल्यू और इंडक्टर करंट क्या है मैं पहले इसे ड्रा करता हूं ताकि यह vin minus vin माइनस vB बाई L होगा यह -vB बाई L -vB by L होगा नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप इसी तरह से तो ड्यूटी साइकिल 05 से भी बड़े के तहत यह इंडक्टर करंट की नॉर्मल एक्सपेक्टेड स्टेडी स्टेट वैल्यू है अब यहाँ भी यहाँ की तरह हम किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले डिस्टरबेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जब आप डिस्टरबेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अब इस इस पॉइंट से आगे यह इस लाइन के पैरलल जाना शुरू कर देगा इसमें धीरे धीरे सेम इंडक्टर होगा तो हम कहते हैं कि यह इस लाइन को लेता है यह यहां टॉप वैल्यू को हिट करता है वह il रिफरेंस वैल्यू है फिर नीचे जाता है फिर से रीसेट करता है यह वह टाइम ड्यूरेशन है जब फ्लिप फ्लॉप का Q लो है TS के अंत में टाइम को हिट करता है जब क्लॉक फिर से छोटी पल्स देती है और फ्लिप फ्लॉप सेट करती है फिर से यह उठेगा फिर नीचे जाता है लगातार नीचे जा रहा है यहां यह रीसेट हो जाएगा और आप देखते हैं कि डिस्टरबेंस साइकिल दर साइकिल बढ़ने लगती है यह बढ़ने लगती है अस्थिर हो जाती है इसलिए यह इंडक्टर करंट की एक्सपेक्टेड स्टेडी स्टेट वैल्यू में कभी नहीं बदलता है इसलिए जब ड्यूटी साइकिल अधिक होता है पॉइंट 05 point 05 से तो इंडक्टर करंट डायवर्जिंग शुरू कर देगा और यह स्थिर नहीं होगा जब आप इस फैशन में करंट कंट्रोल्ड ऑपरेशन करते हैं जहां यह iL रिफरेंस है इंडक्टर करंट रिपल का टॉप हायर रेफरेंस है हम इस समस्या को कैसे हल करते हैं आइए हम एक समाधान की तलाश करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि ऐसा कैसे करें और कैसे इंप्लीमेंट करें मुझे प्रॉब्लम के वेवफॉर्म पर विचार करने दें यहां ड्यूटी साइकिल 05 duty cycle 05 से अधिक है और हम देखते हैं कि यदि हम डिस्टरबेंस देते हैं तो यह बढ़ता रहता है और अस्थिर इंडक्टर करंट वेवफॉर्म की ओर जाता है अब यह लाइन यहाँ यह टॉप लाइन यहाँ जहाँ इंडक्टर करंट की तुलना उस लाइन से की जाती है iL रेफरेंस लाइन है तो मुझे इसे एक अलग रंग के साथ हाइलाइट करने दें और मुझे यह इंडिकेट करने दें ताकि वह iLref हो इसलिए जब भी इंडक्टर करंट iLref पर पहुंचता है और उस पार जाने की कोशिश करता है तो इरर दिशा बदलती है नेगेटिव हो जाती है और फिर फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करती है लेकिन ड्यूटी साइकिल 05 duty cycle 05 से अधिक होने पर यह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है आइए अब हम सीधी सपाट लाइन होने के बजाय इस iLref के आकार को बदलने का प्रयास करें आइए हम कुछ स्लोप को इंट्रोड्यूस करें इसलिए मैं क्या करूंगा वह इस एक्सिस को एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा और मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो जिसके पास सेम स्लोप है इंडक्टर के स्लोप के समान है इंडक्टर का गिरता हुआ स्लोप - v0 बाई L - v0 by L है या - vB बाई L - vB by L है बक कनवर्टर के केस में इसलिए हम उसी स्लोप का उपयोग करने की कोशिश करेंगे और इसे ऊपर की तरफ जारी रखेंगे अब यह स्लोप लाइन है जिसे हम इस टाइम पीरियड TS के लिए उपयोग करेंगे हम हर टाइम पीरियड के लिए उसी स्लोप लाइन को रिपीट करेंगे इसलिए इसे मार्कर की तरह उपयोग करते हुए मुझे अगली समय अवधि के लिए उसी स्लोप लाइन को दोहराने दीजिए फिर अगले टाइम पीरियड के लिए भी और ऐसे ही आगे अब यह सॉ टूथ की तरह का वेवफॉर्म एक नया iLref बन जाएगा इसलिए जब आप इस स्वभाव के iLref का उपयोग करते हैं तो आप कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं अब हम उसी डिस्टरबेंस को लेते हैं और मैं इंडक्टर करंट को पैरलल जाने के लिए अलाउ करता हूं जिसे की स्टेडी स्टेट वैल्यू मान लिया जाता है इसलिए यह पैरलल हो जाता है अब यहां बाउंड्री को हिट करता है यह यहां iL रेफरेंस को हिट करता है और इस पॉइंट पर यह क्रॉसओवर करने की कोशिश करता है और कंपैरेटर चल जाता है इरर नेगेटिव हो जाती है कंपैरेटर का आउटपुट यह देखेगा कि SR लैच का रीसेट रीसेट असर्टेड है और Q वैल्यू को रीसेट करता है तो इसके बाद यह डाउन स्लोप होना शुरू कर देगा और डाउन स्लोप उसी पैरलल के साथ जा रहा है क्योंकि इस मामले में इंडक्टिव करंट के लिए नीचे दिया गया स्लोप -v0 बाई Lया vB बाई L है तो आप देखते हैं कि केवल एक स्विचिंग साइकिल में इरर कम कर दी गई है इसलिए इरर वहाँ से स्टेडी स्टेट वैल्यू को फॉलो करना जारी रखता है तो आप देखते हैं कि कोई भी इरर जल्दी से परिवर्तित हो जाती है और स्विचिंग साइकिल के भीतर इरर को हटा दिया जाता है यह इस प्रकार के स्लोपड सॉ टूथ आकार के iLref को लेने की सुंदरता है तो आपको यहां iLref के लिए स्लोप देना चाहिए एकदम इंडक्टर करंट के फॉलिंग स्लोप जैसा तो आप सुरक्षित हैं और इरर एक साइकिल के भीतर हटा दी जाएगी तो स्लोप कैसे देंगे अब यह पुराना iLref था पुराने iLref के लिए आपको कंपनसेट करना होगा और देखना होगा कि आपके पास इस तरह का स्लोप हो तो इसे स्लोप कंपनसेशन कहा जाता है इसलिए स्लोप कंपनसेशन के साथ करंट कंट्रोल आपको सर्वोत्तम परिणाम देगा जहां भले ही इरर हों इरर को एक साइकिल के भीतर हटा दिया जाएगा और सिस्टम स्थिर होगा तो यह मैथमेटिकली भी साबित हो सकता है वैसे मैंने ग्राफ द्वारा दिखाया है आप DC DC कन्वर्टर्स या किसी भी NPTEL पाठ्यक्रम के DC DC कन्वर्टर्स पर साक्षरता का उल्लेख कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि हम एक iL रेफरेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं जो इस फॉर्म का है यह इस तरह के सॉ टूथ फॉर्म में होना चाहिए और स्लोप इंडक्टर करंट के फॉलिंग स्लोप के समान है एक बार जब हम इसे जनरेट कर लेते हैं तो हमारा करंट कंट्रोल्ड कनवर्टर MPPT के साथ बैटरी चार्जिंग ऑपरेशन करने के लिए तैयार है